नमस्ते और सिक्योर सिस्टम इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में इस व्याख्यान में आपका स्वागत है अब हम कहते हैं कि आपने इंटरनेट से एक प्रोग्राम डाउनलोड किया है आप बहुत निश्चित नहीं हैं कि क्या आप उस प्रोग्राम पर भरोसा कर सकते हैं आप निश्चित नहीं हैं कि यदि आप उस प्रोग्राम को चलाते हैं आपकी प्रणाली से छेड़छाड़ हो सकती है या हम कह सकते हैं कि आप निश्चित नहीं हैं कि क्या कार्यक्रम गुप्त जानकारी चुरा सकता है या आपकी प्रणाली को क्रैश कर सकता है आपकी फ़ाइलों को हटा सकता है और इसी तरह कर सकता है तो ये कार्यक्रम जिन्हें हम इस विशेष व्याख्यान में या अन्य व्याख्यानो में अविश्वासित कार्यक्रम कहते हैं हम देखेंगे कि आप अपने सिस्टम में अविश्वासित कार्यक्रम कैसे चला सकते हैं जबकि यह व्याख्यान पूरे अनुप्रयोग को देखता है जो अविश्वासित है और आप एक ऐसा एप्लिकेशन कैसे चलाएंगे जिस पर आप अपने सिस्टम अपने सिस्टम में चलाने पर भरोसा नहीं है जबकि एक भविष्य का व्याख्यान मॉड्यूल और पुस्तकालयों लाइब्रेरी को देखता है जो अविश्वासित हैं इसलिए उदाहरण के लिए हमें बताएं कि आप एक ऐसा एप्लीकेशन चला रहे हैं और जिसे निष्पादित करने के आप को एक तीसरे पक्ष के मॉड्यूल या एक तीसरे पक्ष के पुस्तकालय की आवश्यकता होती है अब आप इंटरनेट से उस मॉड्यूल या लाइब्रेरी को डाउनलोड कर सकते हैं और आप निश्चित नहीं हैं कि क्या आप वास्तव में उस लाइब्रेरी पर भरोसा कर सकते हैं उदाहरण के लिए आप निश्चित नहीं हैं यदि वह उस लाइब्रेरी में मौजूद दुर्भावनापूर्ण कोड है तो सवाल यह है कि आप अपना काम कैसे चलाएंगे अनुप्रयोगों और उपयोग किए जाने वाले लाइब्रेरी पर भरोसा न करने के बावजूद इसलिए इस चीज़ के कुछ स्पष्ट समाधान हैं तो सबसे पहले एयर गैप्ड सिस्टम का उपयोग करना है इसलिए हमारे कहने का मतलब यह है कि आपके पास संभवतः एक ऐसा कंप्यूटर हो सकता है जो आपके LAN में मौजूद अन्य सभी कंप्यूटरों से पूरी तरह से अलग हो आपके नेटवर्क में आप आवश्यक ऑपरेटिंग सिस्टम को स्थापित कर सकते हैं और इस विशेष समर्पित प्रणाली में मौजूद सभी अन्य सॉफ़्टवेयर और वहां पर अपना अविश्वसनीय एप्लिकेशन चलाएं एक अन्य विकल्प जो क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण में अक्सर अपनाया जाता है वह है वर्चुअल मशीन तो इस समाधान के साथ आप अपने सिस्टम में एक वर्चुअल मशीन बना सकते हैं उस वर्चुअल मशीन में एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित कर सकते हैं और फिर उस वर्चुअल मशीन पर अविश्वसनीय प्रोग्राम चला सकते हैं अब तीसरा उपाय कंटेनर जैसे डॉकर्स का उपयोग करना है जो उतना मजबूत नहीं है एयर गैप्ड सिस्टम और वर्चुअल मशीन के रूप में लेकिन फिर भी कुछ हद तक अलगाव प्रदान करने में सक्षम है जिसमें आप अपने अविश्वसनीय अनुप्रयोग चला सकते हैं तो हम देखते हैं कि इन सभी समाधानों में एयर गैप्ड सिस्टम वर्चुअल मशीन और कंटेनर अलगाव की कुछ डिग्री प्रदान करते हैं जिसमें अविश्वासित अनुप्रयोग चला सकते हैं हालांकि ये सभी बहुत मोटे सूचना प्रणाली समाधान हैं इसलिए इसका मतलब क्या है प्रत्येक इस समाधान के लिए एयर गैप सिस्टम के साथ उदाहरण के लिए उपस्थित होने के लिए एक समर्पित इकाई की आवश्यकता होगी आपको अविश्वासित अनुप्रयोग को चलाने के लिए एक पूर्णत समर्पित कंप्यूटर की आवश्यकता होगी वर्चुअल मशीनों के साथ आपको अपने सिस्टम में मौजूद रहने के लिए पूरे वर्चुअल मशीन की आवश्यकता होगी उसी तरह कंटेनर के साथ भी आपको कंटेनर की आवश्यकता होगी जैसे कि आपके सिस्टम में डॉकर मौजूद होगा इसलिए इस व्याख्यान में हम जो देखेंगे वह एक fine grain बारीक सूचना प्रणाली का समाधान है जो अलग अलग संस्थाओं को बनाने के लिए दूरस्थ प्रक्रिया कॉल या RPC का उपयोग करता है इस व्याख्यान में हम जिस परिदृश्य पर विचार करते हैं वह इस प्रकार है मान लें कि हमारे पास एक सिस्टम में एक बड़ा एप्लिकेशन चल रहा है इसलिए इस एप्लिकेशन में कई अलग अलग मॉडल हैं और ये सभी मॉड्यूल एक एकल एप्लिकेशन प्रक्रिया के भीतर चलते हैं अब हम कहते हैं कि कई हैं इस विशेष एप्लिकेशन में कमजोरियां जैसा कि हमने देखा है यहां तक कि अगर एक भी भेद्यता का शोषण हो जाता है तो हमलावर उस विशेष एप्लिकेशन तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम होगा और इसलिए पूरे आवेदन स्थान तक पहुंच प्राप्त करेगा इस प्रकार हमें क्या करने में सक्षम होना चाहिए इस तरह के एक application को डिजाइन करें ताकि भले ही application में कमजोरियां मौजूद हों हमलावर के पास सीमित मात्रा में जानकारी होगी जो उस शोषित भेद्यता से प्राप्त की जा सकती है तो हम इस व्याख्यान में क्या देखेंगे कि हम इस तरह के बड़े एप्लिकेशन को कैसे डिज़ाइन करते हैं ताकि किसी हमलावर द्वारा किसी भेद्यता का दोहन किए जाने पर भी उस शोषण से होने वाली क्षति की मात्रा सीमित हो जाए और उस एक कारनामे से पूरा applicationअनुप्रयोग एप्लिकेशन प्रभावित न हो एक उच्च स्तर पर हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि हम इस बड़े एप्लिकेशन को कई उप मॉड्यूलों में तोड़ने जा रहे हैं जो कुछ इस तरह दिखाई देंगे इस उप मॉड्यूल में से प्रत्येक दूरस्थ प्रक्रिया कॉल या आरपीसी का उपयोग करते हुए एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे इस उप मॉड्यूल में से प्रत्येक दूरस्थ प्रक्रिया कॉल या आरपीसी का उपयोग करते हुए एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे हमलावर द्वारा भेद्यता का शोषण किया जाता है तो इसका मतलब होगा कि हमलावर केवल उस विशेष मॉड्यूल तक पहुंच प्राप्त कर सकता है

इन तीनों के रूप में किसी अन्य मॉड्यूल से समझौता नहीं किया जाएगा इस प्रकार वे उस क्षति को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं जो पूरे अनुप्रयोग में केवल एक ही मॉड्यूल को किया जाता है इस दृष्टिकोण के लिए एक मामले के अध्ययन के रूप में हम यहाँ पर इस विशेष पेपर को देखेंगे जिसे OKWS वेब सर्वर के रूप में जाना जाता है इसलिए यह दर्शाता है कि एक विशिष्ट वेब सर्वर का कैसे उपयोग किया जा सकता है और वेब सर्वर को कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है ताकि उच्च स्तर की सुरक्षा इसे प्राप्त किया जा सके एक केस स्टडी के रूप में हम OKWS वेब सर्वर पर इस विशेष पेपर को देखेंगे यह पेपर 2004 में प्रकाशित हुआ था और यह अपाचे वेब सर्वर और वास्तव में अपाचे में मौजूद सभी कमजोरियों को फिर से शुरू करने के साथ शुरू होता है 2004 में वेब सर्वर और यह एक वेब सर्वर डिजाइन करने के लिए एक बेहतर दृष्टिकोण के लिए एक डिजाइन भी प्रदान करता है तो इस वेब सर्वर को OKWS वेब सर्वर के रूप में जाना जाता था यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि कुछ पहलू अब शायद अलग हैं फिर भी यह एक बहुत ही दिलचस्प मामले का अध्ययन करता है तो आइए देखें कि 2004 में एक विशिष्ट वेब सर्वर कैसा दिखता है यह वेब सर्वर एक विशिष्ट वेब सर्वर में कई मॉड्यूल होते हैं जैसे यह सभी मॉड्यूल एक ही एड्रेस स्पेस में चलते हैं इसलिए जब भी कोई क्लाइंट वेब ब्राउज़र क्लाइंट के माध्यम से इस वेब सर्वर से जुड़ता है तो उसके वेब सर्वर के भीतर कनेक्शन मॉड्यूल चालू हो जाता है और कनेक्शन मॉड्यूल फिर कनेक्शन के बारे में विवरणों की व्याख्या करेगा और फिर उस जानकारी को विभिन्न मॉड्यूलों में से एक एक कर पास करेगा

उदाहरण के लिए यदि वेब ब्राउज़र क्लाइंट ने एन्क्रिप्ट किए गए पेज के लिए अनुरोध किया है तो कनेक्शन मॉड्यूल उस जानकारी को एसएसएल मॉड्यूल को पास करेगा जो वेब सर्वर में मौजूद है दूसरी तरफ अगर क्लाइंट एक पीएचपी पेज के लिए अनुरोध करता है तो कनेक्शन मॉड्यूल PHP मॉड्यूल के लिए वह अनुरोध भेजेगा आगे एक बैक एंड डेटाबेस होगा जो वेब सर्वर में मौजूद सभी अलग अलग मॉड्यूल द्वारा एक्सेस किया जाता है इसलिए उस विशेष एक्सेस के अनुरूप प्रतिक्रिया कनेक्शन मॉड्यूल के माध्यम से क्लाइंट को वापस जाती है अब यहाँ दो बातों पर ध्यान देना है कि ये सभी मॉड्यूल जैसे कनेक्शन मॉड्यूल कोर मॉड्यूल और विभिन्न विशिष्ट मॉड्यूल एक ही एड्रेस स्पेस से चलते हैं इन सभी को एक ही प्रक्रिया के रूप में चलाया जाता है आगे अगर इस वेब सर्वर से जुड़ने वाले कई क्लाइंट है तब कई प्रक्रियाएं होती हैं जो प्रत्येक प्रक्रिया को संबंधित एक ही क्लाइंट को रिप्लाई करती हैं हालांकि बैक एंड डेटाबेस सर्वर एक ही रहता है इसलिए अब एक एकल वेब सर्वर कई वेब पेजों की मेजबानी कर सकता है उदाहरण के लिए एकल वेब सर्वर होस्ट कर सकता है हमें एक सर्च इंजन और साथ ही एक दैनिक समाचार पत्र भी कह सकता है इसलिए इन दोनों को अंततः प्रबंधित किया जाता है अब इस पूरे सिस्टम के लिए सुरक्षा डेटाबेस सर्वर पर टिकी हुई है सर्च इंजन वेबपेज और अखबार वेब पेज के बीच प्रदान किया गया अलगाव केवल डेटा बेस सर्वर के मोटे सूचना प्रणाली नियंत्रण नीतियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है इसके अलावा ध्यान दें कि चूंकि प्रत्येक वेब सर्वर एक सिंगल एड्रेस स्पेस में चलता है इसलिए इनमें से किसी भी मॉड्यूल में एकल भेद्यता पूरे वेब सर्वर से समझौता कर सकती है और संभवतः पूरे डेटा बेस सर्वर के साथ भी समझौता कर सकती है तो हमारे पास क्या है मान लें कि दो प्रक्रियाएँ T1 और T2 हैं और ये दो प्रक्रियाएँ दो ग्राहकों उपयोगकर्ता 1 और उपयोगकर्ता 2 द्वारा बनाई गई हैं तो हम कहें कि उदाहरण के लिए उपयोगकर्ता 1 वेब सर्वर से कनेक्ट है और खोज इंजन का उपयोग कर रहा है जो की वेब सर्वर पर होस्ट किया गया है जैसा कि हमने चर्चा की है जब उपयोगकर्ता 1 कनेक्ट करता है एक नई प्रक्रिया बनाई जाती है जो कि P1 प्रक्रिया है और उपयोगकर्ता से क्वेरी के आधार पर डेटा बेस में संबंधित सेवा एक्सेस की जाती है इस मामले में यह सेवा होगी खोज इंजन और परिणाम के लिए डेटा बेस फिर से उपयोगकर्ता 1 को भेजा जाता है अब इसी तरह से हम कहते हैं कि एक उपयोगकर्ता 2 है और यह उपयोगकर्ता 2 उसीवेब सर्वर से जुड़ता है और अखबार वेब पेज का उपयोग कर रहा है अब यहाँ पर यह विशेष ग्राफ निर्भरता ग्राफ है जो दिखाता है कि विभिन्न संस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं इसलिए उदाहरण के लिए यहां प्रत्येक H निर्भरता का निर्धारण करेगा जब सिस्टम समझौता हो जाता है उदाहरण के लिए यह प्रक्रिया P1 समझौता हो जाती है तो एच से S1 का अर्थ होगा कि सेवा S1 भी समझौता हो जाएगा अब ध्यान दें कि पूरे वेब सर्वर के लिए मौजूद एकल पता स्थान के कारण इसलिए भले ही P1 खोज इंजन को क्वेरी करने के लिए काम कर रहा है जो सेवा S2 जो समाचार पत्र से मेल खाती है से भी समझौता किया जाता है अन्य डेटा T1 T2 T3 T4 से भी समझौता किया जाता है हम कहते हैं कि वेब सर्वर में एक भेद्यता है जिसके परिणामस्वरूप P1 का शोषण होता है अब हम इस एकल शोषण के परिणाम का पता लगाएंगे तो निर्भरता ग्राफ अब इस तरह से कुछ दिखता है इसलिए हमारे पास शोषण या भेद्यता है कि यह प्रक्रिया P1 में शोषण करता है क्योंकि सेवा 1 और सेवा 2 P1 से जुड़े हुए हैं इसलिए दोनों सेवा 1 और साथ ही सेवा 2 से समझौता किया जाता है इसी तरह से सेवा 1 के रूप में सेवा 2 से समझौता किया जाता है पूरे डेटा बेस से समझौता किया जाता है अब T1 T2 T3 और T4 से समझौता किया जाता है और इसलिए उपयोगकर्ता 1 और उपयोगकर्ता 2 से समझौता किया जाता है इसलिए हम इस निर्भरता ग्राफ से जो देखते हैं वह यह है कि वेब सर्वर में किसी विशेष प्रक्रिया में एक ही भेद्यता सभी उपयोगकर्ताओं और वेब सर्वर का समर्थन करने वाली सभी सेवाएं comprised है इसलिए इस डिज़ाइन आर्किटेक्चर के कारण 2004 से पहले अपाचे के वेब सर्वरों पर सात अलग अलग हमले हुए हैं इसलिए कुछ हमले 2002 में अनजाने में हुए डेटा के खुलासे के थे जहाँ उपयोगकर्ता संवेदनशील लॉग जानकारी तक पहुँच सकते थे निष्पादित करने के लिए बफर ओवरफ्लो का फायदा उठाया गया था रिमोट कोड सेवा हमलों से इनकार किया गया था एक और स्क्रिप्टिंग हमले भी उसी समय के आसपास थे अब OKWS वेब सर्वर जिसकी हम आज समीक्षा करेंगे कुछ सिद्धांतों पर आधारित है जिन्हें लिस्ट प्रिविलेज के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है इसलिए यह एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत है जिसमें बहुत सारे सुरक्षा डिजाइन शामिल हैं इन विशेषाधिकारों का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है ऐसी प्रणाली के पहलुओं जो सबसे अधिक संवेदनशील है पर हमला करने के लिए अक्सर हमलावर के लिए कम से कम उपयोगी जानकारी हो इसलिए एक प्रणाली को डिजाइन करने के लिए जो कि कम से कम प्रिविलेज के सिद्धांत का अनुपालन करती है हमें पहले सिस्टम को समाप्त करना चाहिए और कई उप प्रणालियों या कई उप मॉड्यूलों में और बारीक तरीके से विशेषाधिकारों को चलाने के लिए अनिवार्य रूप से प्रत्येक उप मॉड्यूलों को सीमित मात्रा में विशेषाधिकार दिए जाने चाहिए ताकि वे निष्पादित कर सकें तो उदाहरण के लिए हम कहें कि हमारे पास एक विशेष मॉड्यूल है जो केवल आपके सिस्टम में USB डिवाइस को एक्सेस करता है इसलिए आपके सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए ताकि यह विशेष मॉड्यूल केवल USB को पढ़ने और लिखने के लिए दिया जा सके और किसी भी अन्य सिस्टम संसाधनों तक पहुँचने के लिए सक्षम नहीं हो इसी तरह से लिस्ट प्रिविलेज के सिद्धांतों को प्रत्येक मॉड्यूल पर लागू किया जा सकता है उदाहरण के लिए एक और उदाहरण है कि हमारे पास एक विशेष मॉड्यूल है जो केवल सिस्टम में मौजूद एक फ़ाइल से पढ़ता और लिखता है इस प्रकार सिस्टम होना चाहिए कि भले ही उस विशेष मॉड्यूल में कोई भेद्यता हो और हमलावर एक शोषण पैदा करने और उस विशेष मॉड्यूल से समझौता करने में सक्षम हो एकमात्र फ़ाइल जो कि समझौता हो जाती है केवल एक फ़ाइल होती है जो समझौता हो जाती है इसलिए किसी विशेष मॉड्यूल के लिए इस न्यूनतम पहुंच को प्राप्त करने के लिए सिस्टम को परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि इस न्यूनतम पहुंच को प्राप्त करने के लिए उप प्रणालियों के बीच संकीर्ण इंटरफेस हों उप प्रणालियों के बीच जो परिभाषित किया जाना चाहिए वह यह है कि विभिन्न मॉड्यूल के बीच संकीर्ण इंटरफेस हों कि यदि दो मॉड्यूल हैं और एक मॉड्यूल बस दूसरे फ़ंक्शन में दो फ़ंक्शन को कॉल करता है तो सिस्टम को ऐसे में परिभाषित किया जाना चाहिए जिस तरह से केवल उन दो कार्यों को विकसित किया जा सकता है और उस दूसरे मॉड्यूल से कोई अन्य फ़ंक्शन पहले मॉड्यूल से access नहीं हो इन अन्य पहलुओं के अलावा जो इस तरह की सुरक्षित प्रणाली को डिजाइन करते समय महत्वपूर्ण हो जाता है यह है कि सुरक्षा को सिस्टम के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा लागू किया जाना चाहिए उदाहरण के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका अर्थ है कि यदि आप एक बड़े एप्लिकेशन को डिजाइन कर रहे हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षा प्रबंधक या जो घटक वास्तव में उस विशेष अनुप्रयोग की सुरक्षा को संभालता है वह एक इकाई है जो उस अनुप्रयोग के बाहर है और इसकी आवश्यकता है क्योंकि यदि उस अनुप्रयोग के भीतर सुरक्षा मॉड्यूल स्वयं समझौता हो जाता है तो संपूर्ण अनुप्रयोग स्वयं समझौता हो जाता है दूसरी ओर यदि ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लिकेशन सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार है तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लिकेशन के बाहर है इस प्रकार हमलावर को एप्लिकेशन तक पहुंच प्राप्त करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से समझौता करना होगा और यह कई गुना अधिक कठिन हो सकता है उपयोगी धारणा यह है कि हमले के परिदृश्य के दौरान यह अधिक संभावना है कि हमले इंटरफ़ेस में होते हैं जो उपयोगकर्ता के लिए नेटवर्क इंटरफेस के करीब होते हैं इसलिए तुलनात्मक रूप से इस प्रकार के इंटरफेस की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण होगा तो अब हम देखते हैं कि कैसे Principle of Least privileges का सिद्धांत OKWS वेब सर्वर पर लागू होता है इस चीज़ के बारे में अधिक जानकारी इस OKWS पेपर से प्राप्त की जा सकती है जो इस पृष्ठ से डाउनलोड करने योग्य है इसलिए Least विशेषाधिकार के सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए OKWS वेब सर्वर कुछ नियमों के साथ बनाया गया है पहला नियम यह है कि प्रत्येक स्वतंत्र सेवा या प्रत्येक स्वतंत्र मॉड्यूल एक स्वतंत्र प्रक्रिया में चलता है उदाहरण के लिए यदि आपके पास दो अलग अलग सेवाएं हैं तो उदाहरण के लिए एक खोज इंजन है और दूसरे को दैनिक समाचार पत्र कहा जाता है इनमें से प्रत्येक को एक स्वतंत्र प्रक्रिया में चलना चाहिए ऐसा करने से हम आवश्यकता से अधिक बोली को उजागर नहीं करेंगे एक अन्य सिद्धांत जो OKWS वास्तव में उपयोग करता है वह यह है कि प्रत्येक सेवा को एक अलग ch root जेल में बदलना चाहिए या change रूट जेल को बदलना चाहिए इसलिए हम देखेंगे कि ch root जेल क्या है लेकिन अनिवार्य रूप से यह विशेष बिंदु जो प्रदान करेगा वह यह है कि एक विशेष सेवा सक्षम होगी केवल आवश्यक फ़ाइलों तक पहुँचने के लिए इसलिए उदाहरण के लिए एक विशेष सेवा कुछ अन्य फ़ाइल तक पहुंचने में सक्षम नहीं होगी जो इसके संचालन के लिए आवश्यक नहीं है तीसरा हर प्रक्रिया एक अलग अनपेक्षित उपयोगकर्ता के रूप में चलेगी क्योंकि OKWS वेब सर्वर एक अनूठी प्रणाली पर चलता है जो यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर प्रक्रिया और प्रक्रिया में विभिन्न सेवाओं का समावेश होता है जो विभिन्न उपयोगकर्ताओं के रूप में चल रही होती हैं इस प्रकार हम एक विशेष उपयोगकर्ता के साथ साथ दैनिक समाचार पत्र चलाने वाले होते हैं और दैनिक समाचार पत्र एक अलग उपयोगकर्ता के रूप में चलते हैं इसलिए ऐसा करने से एक प्रक्रिया को दूसरी प्रक्रिया को डीबग करने की कोशिश करने से रोका जा सके या अन्य प्रक्रिया की आंतरिक सामग्री को पढ़ने की कोशिश से रोका जा सके अंतिम सिद्धांत जिस पर OKWS वेब सर्वर डिज़ाइन किया गया है वह डेटाबेस एक्सेस विशेषाधिकारों का एक संकीर्ण सेट प्रदान करता है ऐसा करने से OKWS वेब सर्वर डेटाबेस सेवा के लिए अनावश्यक उपयोग किए जाने से रोकता है इससे पहले कि हम इस बारे में विवरण में जाएं कि OKWS वेब सर्वर प्रत्येक का उपयोग कैसे करता है इन डिजाइन नियमों के लिए हमें अद्वितीय प्रणालियों के बारे में दो मूलभूत पहलुओं की आवश्यकता होगी तो OKWS सर्वर आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंतर्निहित अद्वितीय प्रणाली पर निर्भर करता है अलगाव की आवश्यक मात्रा को प्राप्त करने के लिए OKWS वेब सर्वर के डिजाइन के दौरान तीन अद्वितीय उपकरणों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है एक है परिवर्तन रूट ch root और आप change root के लिए मैन पेजों को गूगल कर सकता है या set uid देख सकता है इसलिए एक वह परिवर्तन रूट है जो अनिवार्य रूप से फाइल सिस्टम को एक प्रक्रिया को परिभाषित करता है संपूर्ण OKWS सुरक्षा उस सुरक्षा पर आधारित है जो अंतर्निहित अद्वितीय ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदान करता है अनिवार्य रूप से तीन बहुत उपयोगी उपकरण हैं जो OKWS वेब सर्वर द्वारा काफी बार उपयोग किए जाते हैं इसलिए एक है परिवर्तन रूट दूसरा है सेट्युइड और तीसरा जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान में देखा है पासिंग फाइल डिस्क्रिप्टर का उपयोग परिवर्तन रूट आप वास्तव में इस विशेष टूल के लिए मैन पेज देख सकते हैं कि फाइल सिस्टम को परिभाषित करेगा कि परिवर्तन रूट का उपयोग करके कोई प्रक्रिया क्या देख सकती है सिस्टम में हर प्रक्रिया के लिए एक अलग फाइल सिस्टम को परिभाषित कर सकता है इस प्रकार यह संभव है कि हर प्रक्रिया में एक अलग फाइल सिस्टम दिखाई देगा यदि किसी विशेष फ़ाइल सिस्टम से समझौता हो जाता है और बता दें कि हमलावर उस सिस्टम से समझौता कर सकता है और उस सिस्टम से एक shell बना सकता है तो हमलावर केवल उस विशेष प्रक्रिया द्वारा दिखाई देने वाली फ़ाइलों को देख सकेगा अन्य प्रक्रियाओं की फाइलें हमलावर के लिए पूरी तरह से अदृश्य हैं इस प्रकार दूसरे शब्दों में हमलावर के पास फ़ाइलों तक सीमित पहुंच है और इसलिए वह आगे के विशेषाधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है और अन्य फाइलों को नहीं देख सकता है जो मौजूद हैं दूसरा टूल जो हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा है वह यह है कि off set uid set uid कमांड का उपयोग करते हुए एक विशेष प्रक्रिया को एक विशिष्ट उपयोगकर्ता पहचानकर्ता या उपयोगकर्ता आईडी का उपयोग करके चलाया जा सकता है जो कि हासिल किया जा सकता है कि एक प्रक्रिया शुरू की जा सकती है और अलग अलग अप्रभावित उपयोगकर्ताओं के रूप में चलाएं OKWS में प्रत्येक अलग अलग प्रक्रिया को OKWS वेब सर्वर में एक अलग उपयोगकर्ता के रूप में चलाया जाता है जो प्रत्येक प्रक्रिया शुरू हो जाती है एक अलग उपयोगकर्ता के रूप में चलाया जाता है इस प्रकार यदि इनमें से किसी भी प्रक्रिया से समझौता हो जाता है तो यह विशेष प्रक्रिया किसी अन्य प्रक्रिया की आंतरिक सामग्री को डिबग या कनेक्ट या उपयोग नहीं कर सकती है आगे भी set uid का एक अन्य उपयोगी अनुप्रयोग यह है कि हम किसी विशेष उपयोगकर्ता के विशेषाधिकारों को सीमित कर सकते हैं उदाहरण के लिए यदि सिस्टम चलता है विशेषाधिकार प्राप्त मोड और समझौता किया जाता है हमलावर अन्य सिस्टम संसाधनों जैसे सिस्टम पोर्ट पर जाने आदि में हेरफेर कर सकता है अब सेट्यूड टूल का उपयोग करके इस चीज़ को रोका जा सकता है OKWS द्वारा शोषित तीसरी उपयोगिता यह है कि अद्वितीय सिस्टम में एक प्रक्रिया वास्तव में बनाई जाएगी फ़ाइल डिस्क्रिप्टर और उस फ़ाइल डिस्क्रिप्टर को अन्य प्रक्रियाओं में पास कर सकता है और एक बार दूसरी प्रक्रिया फ़ाइल डिस्क्रिप्टर को प्राप्त कर लेती है यह विशेषाधिकार प्राप्त फ़ाइलों या किसी भी अन्य फाइलों को बिना किसी अन्य जांच के एक्सेस करने में सक्षम होगा इसलिए इसका उपयोग करके हम एक विशेष प्रक्रिया को स्वयं बाल प्रक्रिया के विशेषाधिकार को बढ़ाने की आवश्यकता के बिना एक विशेषाधिकार फ़ाइल का उपयोग करने में सक्षम होंगे अब अगर हम निर्भरता ग्राफ पर वापस जाते हैं और इसे सम्मान के साथ देखते हैं कि OKWS कैसे समझौता कर सकता है तो हम देखते हैं कि सिस्टम में बहुत कम मात्रा में घटकों में समझौता हो रहा है इसलिए OKWS के संबंध में प्रत्येक प्रक्रिया एक सेवा से जुड़ी हुई है यह अपाचे मामले के बिल्कुल विपरीत है जहां प्रत्येक उपयोगकर्ता एक विशिष्ट प्रक्रिया से बंधा हुआ है OKWS के साथ हमारे पास एक सेवा से जुड़ी एक प्रक्रिया है इसलिए यदि किसी प्रक्रिया में समझौता हो जाता है तो यह केवल वही है जो संबंधित सेवा से समझौता हो जाता है और उस सेवा के सभी उपयोगकर्ताओं को इसलिए समझौता हो जाएगा इस प्रकार हम देखते हैं कि T1 और T3 में समझौता किया गया है इसलिए हम कहते हैं कि सेवा S1 वेब ब्राउज़िंग से मेल खाती है जबकि सेवा S2 अखबार सेवा से मेल खाती है अब हम कहते हैं कि सेवा S1 खोज इंजन से मेल खाती है जबकि सेवा S2 दैनिक समाचार पत्र सेवा से मेल खाती है अब यह मानते हुए कि खोज इंजन से समझौता हो जाता है तो खोज इंजन के अनुरूप सभी उपयोगकर्ताओं और सभी अवस्था से समझौता किया जाता है दूसरी ओर दैनिक समाचार पत्र के अनुरूप सभी states और सेवाओं से समझौता नहीं किया जाता है इस प्रकार आप उस प्रक्रिया को देखते हैं P2 S2 T2 और T4 जो दैनिक समाचार पत्र से मेल खाते हैं अप्रमाणित रहते हैं जबकि सर्च इंजन के अनुरूप सभी घटकों में समझौता हो जाएगा इस प्रकार आप देखते हैं कि OKWS एक सेवा को दूसरे से अलग करने में सक्षम है जबकि यह सुरक्षा प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है यह सुरक्षा प्राप्त और पूरे सिस्टम के प्रदर्शन के बीच एक अच्छा व्यापार है अब यदि कोई वास्तव में एक प्रणाली को सख्त कारावास या विभिन्न संस्थाओं के बीच सख्त अलगाव के साथ डिजाइन करेगा तो यह कुछ इस तरह दिखाई देगा यदि कोई उपयोगकर्ता समझौता करता है तो केवल उस उपयोगकर्ता से संबंधित गतिविधियों से समझौता किया जाएगा उदाहरण के लिए यहाँ पर यदि U1 से समझौता किया जाता है तो प्रक्रिया P1 और state डेटा T1 और P2 से समझौता किया जाता है इसलिए उपयोगकर्ता 2 प्रक्रिया 2 से वास्तव में समझौता नहीं किया गया है जबकि यह आदर्श स्थिति है यह लागू करने में बहुत आसान नहीं है इसका कारण यह है कि व्यवहार में इसे लागू करने के लिए हमें इस विशेष मॉडल के साथ अनिवार्य रूप से प्रति उपयोगकर्ता एक प्रक्रिया की आवश्यकता होगी हालांकि यह विभिन्न संस्थाओं के बीच बहुत सख्त अलगाव के साथ अधिकतम मात्रा में सुरक्षा प्राप्त करता है हालाँकि इस प्रकार के डिज़ाइन को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रदर्शन मिला है यह इस तथ्य के कारण है कि हमारे पास प्रति उपयोगकर्ता एक प्रक्रिया है और यदि आपके पास बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता वेब सर्वर से जुड़ रहे हैं तो प्रक्रिया की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी और इसलिए प्रदर्शन कम होगा दूसरी ओर OKWS वेब सर्वर डिज़ाइन सिद्धांत सुरक्षा और प्रदर्शन जो प्राप्त किया जाता है के बीच एक समझौता या एक ट्रेडऑफ़ बनाने में सक्षम है तो आइए हम OKWS डिजाइन के बारे में विस्तार से देखते हैं अब डिजाइन में मुख्य घटकों में से एक यह विशेष प्रक्रिया OKLD के रूप में जानी जाती है इसलिए यह विशेष प्रक्रिया रूट उपयोगकर्ता के रूप में चलती है और इसे बदले रूट निर्देशिका में बुलाया जाता है रन यह विशेष प्रक्रिया संपूर्ण OKWS वेब सर्वर को बूटस्ट्रैप करने पर ध्यान देती है यह उन विभिन्न प्रक्रियाओं की निगरानी करता है जो निष्पादित होती हैं और यह निर्धारित करती है कि क्या कोई विशेष प्रक्रिया क्रैश हो गई है यदि यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो यह उस विशेष प्रक्रिया को पुनः आरंभ करेगा OKLD प्रक्रिया शुरू होने के बाद यह दो और प्रक्रियाओं का निर्माण करेगा एक है OKD प्रक्रिया और OKLOGD प्रक्रिया OKLOGD प्रक्रिया उपयोगकर्ता OKLOGD और परिवर्तन रूट निर्देशिका में लॉग के साथ चलती है इसलिए यह विशेष प्रक्रिया वेब सर्वर की हर गतिविधि को लॉग करने का ध्यान रखती है इसलिए वास्तव में यदि अन्य प्रक्रियाएं चाहते हैं वास्तव में फ़ाइल सिस्टम पर लिखना या फ़ाइल सिस्टम पर वास्तव में कुछ लॉग इन करना चाहते हैं यह वास्तव में RPC कॉल के माध्यम से OKLOGD प्रक्रिया के साथ संवाद करेगा अब OKD प्रक्रिया उपयोगकर्ता OKD और फ़ाइल सिस्टम रन के साथ चलती है इसलिए यह विशेष प्रक्रिया क्या करती है यह पोर्ट नंबर 80 के माध्यम से बाहरी कनेक्शनों को सुनती है और फिर यह विशिष्ट सेवाओं के लिए अनुरोध को आगे बढ़ाती है इसलिए यदि अनुरोध अमान्य है तो यह दूरस्थ क्लाइंट के लिए HTTP 404 त्रुटि का एहसास करें यदि अनुरोध टूट गया है तो वह दूरस्थ ग्राहक को HTTP 500 अनुरोध भेज सकता है तो एक और सेवा जो आरंभ हो जाती है वह है PUBD सेवा यह उपयोगकर्ता www के साथ चलती है और यह एक change root डायरेक्टरी में चलती है जिसे ht डॉक्स कहा जाता है इसलिए यह PUBD निर्देशिका स्थानीय कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइलों और अन्य HTML फ़ाइलों तक न्यूनतम पहुंच प्रदान करती है इसलिए यह केवल है केवल मौजूद एक्सेस को पढ़ें इसलिए वास्तव में यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात यह है कि विभिन्न प्रक्रियाओं के बीच यह केवल OKLOGD प्रक्रिया है जो संबंधित फाइल सिस्टम को पढ़ने और लिखने में सक्षम है अन्य सभी प्रक्रियाओं ने केवल फाइलों तक पहुंच को पढ़ा है अब एक बार यह सब ठीक हो जाने के बाद OKLD विभिन्न सेवाओं जैसे php सेवा SSL सेवा इत्यादि को उत्पन्न करेगा इनमें से प्रत्येक सेवा एक अलग रूट और रन फाइल सिस्टम के परिवर्तन रूट के साथ चलती है अब ध्यान दें कि हम कर सकते हैं वास्तव में इन सभी विभिन्न प्रक्रियाओं में से है अब एक बार यह सब ठीक हो जाने के बाद OKLD विभिन्न सेवाओं को उत्पन्न करेगा जैसे कि php सेवा SSL सेवा और इसी तरह इन सेवाओं में से प्रत्येक एक अलग रूट के साथ चलती है और परिवर्तन रूट से current फ़ाइल सिस्टम क्योंकि यह रन फ़ाइल सिस्टम केवल तैयार है इसलिए अब OKD और विभिन्न सेवाओं के बीच संबंध हैं प्रत्येक कनेक्शन के लिए अनुरोध किया जाता है कि OKD अनुरोध की गई सेवा की व्याख्या करेगा और उस अनुरोध को संबंधित सेवा में स्थानांतरित कर देगा इस प्रकार OKD प्रक्रिया और विभिन्न सेवाओं के बीच आरपीसी तंत्र है इसलिए इस आरपीसी का उपयोग वास्तव में ओकेडी और संबंधित सेवाओं के बीच अनुरोध को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है तो इस तरह से हमारे पास ओकेडब्ल्यूएस वेब सर्वर के साथ विभिन्न प्रक्रियाएं हैं ओकेएलडी इस पूरे वेब सर्वर की जड़ की तरह है यह मॉनिटर करता है और निर्धारित करता है कि क्या इनमें से प्रत्येक सेवा स्वस्थ रूप से चल रही है अगर यह नहीं है और यदि यह पता लगाता है इनमें से किसी भी सेवा को रोक दिया गया है या इसे दुर्घटनाग्रस्त कर दिया गया है फिर उस विशेष सेवा को पुनः आरंभ करता है इसलिए यह है कि OKWS कुशलतापूर्वक बड़े वेब सर्वर अनुप्रयोग के भीतर विभिन्न मॉड्यूल को प्रबंधित और अलग करने में सक्षम है इसलिए श्रृंखला में अगले व्याख्यान में हम देखेंगे कि हम कैसे महीन दानेदार अलगाव प्राप्त करेंगे अब यहाँ पर ओवर हेड्स हैं कि हमारे पास कई प्रक्रियाएं हैं जो शामिल हो जाती हैं और प्रत्येक प्रक्रिया RPC का उपयोग करते हुए दूसरे के साथ संचार करती है इसलिए ये RPC काफी भारी हैं क्योंकि उनमें से प्रत्येक में एक सिस्टम कॉल शामिल है और इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है इसलिए अगले व्याख्यान में हम जो देखेंगे वह अधिक fine grained वाला अलगाव तंत्र है जहां एक ही प्रक्रिया के भीतर अलगाव हासिल किया जाता है धन्यवाद